प्रथम घात के ODE को हल करने की विधियां यथातथ समीकरण बनाना क्रमशः अभी तक हमने इस पाठ्यक्रम में यथावत समीकरणों को हल करने तथा कुछ ऐसे समीकरणों को जो यथार्थ समीकरण नहीं थे उन्हें ऐसे समायोजन कारकों के साथ जो या केवल x अथवा y के फलन थे ऐसे प्रश्नों को हल किया है अब हम समीकरण जो यथावत समीकरण नहीं थे उन्हें यथावत समीकरणों में बदलकर जो केवल x अथवा y के फलन थे उन्हें हल करना सीखेंगे समायोजन कारकों के बगैर समायोजन कारक जो केवल x अथवा y के फलन थे हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के लिए वे कार्य ना करें अथवा वे काफी ना हो तब हम xy के कुछ ऐसे फलन को प्राप्त करेंगे और वे फलन समायोजन कारक का कार्य करेंगे तो इस विधि को साधारण विधि कहते हैं इस प्रकार यदि हम साधारण फलन चाहते हैं साधारण तौर पर समायोजन कारक x और y के फलन होते हैं इस प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए क्या युक्ति है यदि समायोजन कारक का एक नित्य स्वरूप दिया गया हो तब हम उसे सुनिश्चित कर सकते हैं हम विभिन्न पदों की जांच करेंगे ऐसे पद जो M तथा N पर आधारित हो M से xy तथा N से xy एक अवकल समीकरण हो हम इस वीडियो में साधारण प्रक्रिया को सीखेंगे हम देखेंगे कि हम सभी समीकरणों के लिए ऐसा समायोजन कारक प्राप्त नहीं कर सकते परंतु जहां कहीं भी संभव हो वहां पर हम ऐसा पद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे अथवा प्राप्त करेंगे हम साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारा समायोजन कारक xy का फलन हो और यह यथावत स्वरूप में है अथवा नहीं आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां हम कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे दूसरे उदाहरण के तौर पर हम एक सरल प्रश्न लेते हैं हम y1 ydxx dy0 को हल करेंगे हम इस प्रश्न को किस प्रकार हल कर सकते हैं स्पष्ट रूप से M y1 y है तथा ∂M∂y1 2y≠1∂N∂x और यह यथावत नहीं है परंतु हम इस प्रश्न को यथावत समीकरण बनाने का प्रयत्न करेंगे हम शर्त ∂M∂y ∂N∂x की जांच करते हैं यह 1 2y 1 2y के बराबर होगा तो अब यदि हम इससे N से विभाजित करें तब यह x का एक फलन होना चाहिए यदि हम इसे M से विभाजित करें तब इससे Y का फलन प्राप्त होना चाहिए तो इस प्रकार यहां y1 y M है और X यहां N है अब यदि हम इसे N से विभाजित करें तब 2yx केवल x का फलन नहीं है उदाहरण के लिए हम N से विभाजित कर सकते हैं इस दशा में यह केवल x का फलन नहीं है क्योंकि यह x का फलन नहीं है अतः यह कार्य नहीं करेगा हमने यह क्या किया हमने M से विभाजित किया है यह शर्त है यदि हम y का फलन चाहते हैं तब यहां M क्या है My1 y है इस प्रकार यह y के बराबर है और आपके पास ∂M∂y ∂N∂xM-21 y है जो कि y का फलन है एक बार जब हमें यह पता चल गया कि यह केवल y का फलन है तब प्रश्न यह उठता है कि समायोजन कारक क्या है समायोजन कारक mu है और यह μμe 2 1 y dy है यह y का फलन है इस प्रकार यहां हमने क्या समायोजित किया हमनेe 2log 1 y किया है इसके साथ ही यहां पर कोई कांस्टेंट भी होगा तो यह e की घात वाला पद एक कांस्टेंट है हमें यहां पर जो पद प्राप्त होगा हम उसे एक के बराबर ले सकते हैं तो इस प्रकार अंत में हम केवल एक ऐसा फलन चाहते हैं जो केवल y का फलन हो और उसे हम गुणा करने की विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं किसी कांस्टेंट के गुणा करने से भी हम समायोजन कारक प्राप्त कर सकते हैं हम यह देख सकते हैं समायोजन कारक असंख्य हो सकते हैं किसी भी कांस्टेंट से गुणा होने के कारण यह कुछ भी हो सकता है जैसे कि 123 या अन्य कोई भी संख्या इस प्रकार हम इसे समायोजन कह सकते हैं यहां पर elog 1 y 2 है इसका व्युत्पन्न अथवा डेरिवेटिव 1 y 2 के बराबर है यहां पर एक गलती हो गई है यह पद M है तो इस प्रकार ∂M∂y ∂N∂x M इसके साथ ही My1 y इस प्रकार ऋणआत्मक निशान के कारण ∂M∂y ∂N∂x M21 y होगा इस प्रकार ऋण आत्मक निशान के कारण 2 होगा इस प्रकार e2 1 y dy 1 y 2 समायोजन कारक होगा एक बार जब आपको यह पता चल गया कि समायोजन कारक क्या है तब हम इसे दिए गए समीकरण में गुणा करेंगे इस प्रकार समीकरण y1 y1 y2 dxx1 y2 dy0होगा इस प्रकार से हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ जहां x R में स्थित है यहां पर कोई और पद उपस्थित नहीं है यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि 1 भाग x x प्रत्येक स्थान पर परिभाषित है y भी सभी स्थानों पर परिभाषित है अब हम इस समीकरण को इस प्रकार गुना कर रहे हैं यदि हम इस समीकरण को 1 11 y2 से गुणा करते हैं इसका मतलब y को 1 के बराबर रखते हैं समीकरण परिभाषित नहीं है हम इसे समायोजन कारक के साथ में गुणा करते हैं गुणा करने के पश्चात हमें कुछ इस प्रकार का पद प्राप्त होगा जिसमें y 1 के बराबर है इस प्रकार से यह परिभाषित है इस प्रकार से दिया गया समीकरण भी कुछ परिवर्तित हो गया और उससे हमें यह प्राप्त हुआ कि समायोजन कारक से गुणा करने के पश्चात दिया गया अब का समीकरण एक निश्चित डोमेन में परिभाषित होता है यह y बराबर 1 के लिए परिभाषित नहीं है y≠1 इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं जिसमें y का मान 1 ना हो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप ऐसा कोई बिंदु देखते हैं तब उस दशा में विभाजक अथवा डिनॉमिनेटर 0 हो जाएगा और ऐसी दशा परिभाषित नहीं होती है इस प्रकार यह हमारा दिया गया समीकरण है और इस प्रकार हमारे पास y1 y dxx1 y2 dy0 होंगे इस प्रकार यह दिया गया समीकरण यथावत समीकरण भी है हम आसानी से देख सकते हैं कि ∂M∂y इसके साथ हम यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि ∂N∂x बराबर है जहां पर हम देखते हैं कि y1 y दिया गया M है और x1 y2 यहां पर N है इस प्रकार हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ∂M∂y11 yy1 y211 y2 इससे हमें प्राप्त होगा कि ∂M∂y11 y2 और यह ∂N∂x11 y2 के बराबर है इस प्रकार y1 y dxx1 y2 dy0 यथावत समीकरण है इसके आगे हमें मालूम है कि हमें प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है हम यहां पर x को 0 के बराबर रखते हैं x0 0 के बराबर है और y0 भी 0 के बराबर है यहांy0 इस डोमेन में 0 है तो इस प्रकार हम 0xy1 ydx0y01 y2 dyC तक समायोजित कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट के सापेक्ष करते हैं इस प्रकार से यह हमारा साधारण समाधान है इसको और अधिक हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि xy1 yC इससे हमें यह पता चलता है कि हम y प्राप्त कर सकते हैं xyCy C⟹yCCx यह दिए गए समीकरण के लिए साधारण समाधान है हमारे पास यहां पर दो धारण है जिससे की सहायता से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ∂M∂y ∂N∂xN or ∂M∂y ∂N∂x M हम जांच करते हैं कि क्या यह x का फलन है अथवा y का फलन और इसी प्रकार हम समायोजन कारक भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम गुणा करके समीकरण को यथावत समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं और उसके पश्चात समीकरण को हल करते हैं तब आइए हम एक बार फिर साधारण दशा को देखते हैं साधारण स्थिति में शायद यह काम ना करें ऐसा भी हो सकता है कि ∂M∂y ∂N∂xN ∂M∂y ∂N∂x M केवल x अथवा केवल y का फलन ना हो यह xy का फलन हो सकता है उस दशा में आप क्या करेंगे उस स्थिति में हम एक काम कर सकते हैं कि हम गुना करेंगे यदि हमारा दिया गया समीकरण μxy Mdxμxy N dy0 जो कि एक यथार्थ समीकरण नहीं है तब हम MdxN dy से गुना करेंगे यहां पर ऐसा ही किया है मैंने यदि मैं गुना करता हूं तो मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार गुनाह करने से समीकरण यथावत समीकरण में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार दिए गए समीकरण में mu संतुष्ट होना चाहिए mu को समीकरण Nx M yμ को संतुष्ट करना चाहिए यही वह समीकरण है जो हमारे पास पहले था अर्थात समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यह M है तथा यह N है ∂μM∂y∂μN∂x हमें ऐसा प्राप्त होगा अभी हम μxy को देखेंगे यह कोई साधारण xy नहीं है यदि मैं यह कहता हूं कि mu किसी v का फलन है जहां vvxy इस प्रकार निश्चित स्वरूप में हो हम v को एक ऐसे फल के रूप में चुन सकते हैं xyxy हम इस प्रकार सुन सकते हैं x के फलन के रूप में y के फल के रूप में आइए इस प्रकार से हम एक फलन को चुनते हैं यदि हम mu को इस प्रकार चुनते हैं कि vv अथवा इसी प्रकार के किसी स्वरूप में v के फलन के रूप में जैसे कि x y अथवा x ऋण फलन मैं पहले की भांति नहीं लिखूंगा मान लेते हैं कि यहां कोई फलन g है जैसे कि gxy कोई vxy है तब vxy कुछ इस प्रकार का फलन है कि हमें इसके विषय में जानकारी है इसे vxy2 स्वरूप का होना चाहिए जहांvxy कोई फलन है मान लेते हैं g अथवा किसी प्रकार का कुछ और इस प्रकार से हम फलन प्राप्त करते हैं हम लेते हैं कि μμ इसका सहायक है यदि हम मान विस्थापित करते हैं तब N I इसे x पढ़ा जा सकता है जहां vv इसे आप यहां पर भी देख सकते हैं x dμdxdμdvdvxydx इस प्रकार यदि हम ऐसा लिखते हैं तब xvvx Nx M yμvMy Nx⇒Nvvx M vvyμvMy Nx y dμdvdvxydyvvy होता है हमें इस प्रकार का कुछ समीकरण मिलता है इस निष्कर्ष निकालते हैं कि d mu भागे dv क्या है Mu कॉमन अथवा प्रचलित है परंतु मैं इस से इस प्रकार लिखूंगा dμdv μvMy Nx इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि mu एक राशि है इसे हम दोबारा इस प्रकार से लिख सकते हैं dμMy NxNvx Mvy तो इस प्रकार हम देखते हैं कि v क्या है अगर अब मैं यह से समायोजित करना चाहता हूं तब उसके द्वारा हम mu कमान प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी किया था इसे y का फलन होना चाहिए आइए अब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि क्या यह v का फलन है अथवा नहीं इस प्रकार v क्या है जिस प्रकार हमने पहले चुना था उसी प्रकार से यदि mu बराबर vxy कोई फलन है कोई फलन माना कि x ऋण y यदि हम ऐसा चाहते हैं तब हम g चुनते हैं जो x का फलन नहीं है परंतु vxyx yxyxy है इस प्रकार का कोई भी फलन है मान लिया x y यदि हम ऐसा कुछ भी लेते हैं तो आइए देखते हैं कि समीकरण का क्या होता है समीकरण dμMy NxNvx Mvy बन जाएगा यहां vv यहां पर mu x y है हम देखते हैं कि dμMy NxNM vx1 क्या है अब N ऋण M vy 1 इस प्रकार यह धनात्मक बनाता है हमारे पास vvxyx y उपलब्ध है हमें इस राशि को सुनिश्चित करना होगा इसे सुनिश्चित करने के पश्चात हमें पता है किM तथा N क्या है यह हमें दिए गए समीकरण के द्वारा मालूम है आप इसे चेक कर सकते हैं यदि यह x y का फलन हो तब आप इसे समायोजित कर सकते हैं और समायोजन कारक प्राप्त कर सकते हैं अभी तक हमने ऐसा ही किया है अथवा सीखा है इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि vxyxyहोता है तब इस दशा में समीकरण dμMy NxNvx MvyMy NxyN xM बन जाता है अब हम यह सुनिश्चित करेंगे क्या यह xy का फलन हैअथवा नहीं नहीं यदि यह xy का फलन होता है तब इस दशा में हम समायोजन कारक प्राप्त कर सकते हैं तो यदि vxyxy होता है तो इस दिशा में हम कोई भी स्वरूप चल सकते हैं यह स्वरूप xy2 भी हो सकता है और इस प्रकार का कुछ और भी मैं यहां पर आपको केवल एक उदाहरण दूंगा इस प्रकार कि किसी भी दशा के लिए मैं आपको सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि यह किस प्रकार कार्य करता है तो यदि dμMy NxNvx MvyMy NxNyMxy2 होता है तब vx1yvyxy2 क्या है हमें यह देखना चाहिए कि दाहिने हाथ की ओर का फलन x भाग y का है अथवा नहीं अगर ऐसी स्थिति है तब हम दोनों और को समायोजित कर सकते हैं और mu प्राप्त कर सकते हैं आइए एक उदाहरण देखते हैं हम समीकरण xy32x2y2 y2 dx x2y22x3y 2x2 dy0 को हल करेंगे हम इसे कैसे हल कर सकते हैं यह एक यथावत समीकरण नहीं है जैसा कि आप जानते हैं कि यह M है तथा यहN है यहां पर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ∂M∂y∂N∂x हमें से सुनिश्चित करेंगे हमारे पास स्थिति है जहां पर की समीकरण यथावत समीकरण नहीं है और M तथा N के द्वारा भी इसे यथावत समीकरण नहीं बनाया जा रहा है तो इसे हम किस प्रकार से यथावत समीकरण बना सकते हैं हम ∂M∂y की गणना करेंगे इस प्रकार हमें ∂M∂y3xy24x2y2y प्राप्त होगा और यह ∂N∂x2xy26x2y 4x के बराबर नहीं है जाहिर तौर पर यह बराबर नहीं है इस प्रकार यह एक यथावत समीकरण नहीं है परंतु यदि हम हिसाब करते हैं तब ∂M∂y ∂N∂x क्या है यहां पर अंश क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूं यह xy2 2x2y4x 2y बन जाएगा इसे हमें पता चलता है कि अंश क्या है यदि मैं इस से भाग देता हूं जैसा कि मैंने इसके पहले की स्थिति में किया था इसके पश्चात समय यह सुनिश्चित करता हूं की NM yN Mx यह पद अथवा यह पद यदि मैं इन्हें अंश में रखता हूं तब हम देखेंगे कि क्या होता है क्योंकि हमें मालूम है इसलिए हम सिर्फ इस परिस्थिति को ही चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या यह काम कर रहा है अथवा नहीं यदि हम ऐसा करते हैं NM और ऐसे भाग देते हैं यदि हम N M करते हैं तो हो सकता है कि यह काम ना करें NM x y के लिए काम ना करें जब हम NM करेंगे तब तो हो सकता है कि हमें पूरी जानकारी ना प्राप्त हो जब हम NM लिखते हैं तब N की जानकारी हमें है M की भी जानकारी हमें है पूरे पद की जानकारी होना जरूरी भी नहीं है यह x y प्रकार का फलन नहीं बनेगा इस प्रकार यह कार्य नहीं करेगा इसे xy का फलन होना चाहिए इस प्रकार हम yN Mx लेते हैं यदि हम इस प्रकार कार्य करते हैं तब yN Mxx2y32x3y2 2x2y x2y3 2x3y2xy2 xy होता है यही yN Mx है तब वास्तव में यह है क्या ∂M∂y ∂N∂xyN Mxxy2 2x2y4x 2y xy2x y xyy 2x 2y 2x xy2x yxy 2xy1 2xy इस प्रकार आप देखते हैं कि यदि मैं ऐसा मान लेता हूं तब मैंने अभी यहां पर यह सुनिश्चित किया है यह पद समीकरण का बाएं हाथ की ओर का पद है और यह केवल xy का फलन है आपसे एक राशि के तौर पर देख सकते हैं 1 2v vxyxy इससे हम दिए गए समीकरण के लिए mu प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार dμMy NxNvx Mvy1 2xy1 2v हो जाएगा तो xyμvvxy होता है इस प्रकार हम देखते हैं कि vx yxy हो जाता है इससे हमें पता चलता है कि dμ1 2vdv है और इसमें राज्य प्रथक प्रथक हैं इसमें mu तथाv राशियां हैं और अब हम इसे आसानी से समायोजित कर सकते हैं हमें log μv 2 log v log C प्राप्त होता है यहां पर समायोजन कारक क्या होगा mu समायोजन कारक है यदि हम गणना करते हैं तब μv2 हमारा log है यदि मैं इस पद को और इस पद को साथ में लिखता हूं इस प्रकार यह log μv2 vlog C हो जाता है इससे हमें प्राप्त होता है कि μv2evC यदि हम इसे C1 मान ले तब C1 एक अचर राशि अथवा कांस्टेंट है तो इस प्रकार हमें इसे 1 रख सकते हैं इस प्रकार से यह हमें μev v2 देता है और यही हमारा समायोजन कारक है इस प्रकार μxyexy x2y2 हमारा समायोजन कारक है जहां v ही xy है इस प्रकार यह समायोजन कारक है अब यदि हम इस समायोजन कारक को समीकरण के साथ गुना करते हैं तब हमें जो प्राप्त होगा वह समीकरण को एक यथावत समीकरण में परिवर्तित कर देगा इस प्रकार से हम यथावत समीकरण प्राप्त करते हैं यदि हम इसे सरल रूप में लिखते हैं तब हम समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं xy32x2y2 y2 dx x2y22x3y 2x2 dy0 और यह अब एक यथावत समीकरण है हमें समाधान क्या प्राप्त हुआ समाधान के लिए हम समीकरण को समायोजित करेंगे xy32x2y2 y2 यह M है और x2y22x3y 2x2 हमारे लिए N है नएM तथा N के साथ समीकरण यथावत समीकरण है अतः समीकरण के उदाहरण के लिए हम समायोजन करेंगे x0xMxy dxy0yNx0y dyC इसे मैं आपके अभ्यास के लिए यहां पर छोड़ रहा हूं हमें M तथाN का मान पता है उसे हम यहां पर रखेंगे और इससे हमें साधारण समाधान प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार यह दिए गए समीकरण का साधारण समाधान है यह वास्तव में दिए गए समीकरण के समतुल्य है क्योंकि मैं सीधे तौर पर दोनों पक्षों से समायोजन कारक को हटा सकता हूं और ऐसा करने से हमें सीधे तौर पर दिया गया समीकरण प्राप्त हो जाता है इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वास्तव में यहां क्या गणना हुई थी मैं यहां पर उस गणना को आपके सम्मुख करके प्रस्तुत कर रहा हूं यह क्या है हम x0 y00 0 के मान को रख सकते हैं क्योंकि यह डोमेन का एक अंग है इसमें 00 से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस प्रकार आपके पास 0xxy32x2y2 y2 dx0y0 dyC N में हम x के मान को 0 के बराबर रखते हैं इससे यह पद जीरो हो जाएगा इससे हमारे पास 0dy बराबर कोई एक कांस्टेंट संख्या प्राप्त होगी इस प्रकार हमें यह पता चल जाता है कि हमें केवल इस भाग को ही समायोजित करना है हम इस समायोजन को किस प्रकार कर सकते हैं इस प्रकार समायोजन करने पर पहला पद y3 है हम इसे बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यह अक्षर है है दूसरा पद 2y20xx2 exy dx है अब यदि हम इसे गुणा करते हैं इसके पश्चात हमारा आखरी पद y20xexy dxहै तो हम देखते हैं कि ऐसा होता है जब हम तीनों ही पदों को अलग अलग गुणा करते हैं और समायोजित करते हैं y50xx3 dx होता है और जैसे ही हम इसे द्वितीय पद के साथ गुना करते हैं तीसरे पद के साथ गुना करने पर हमें 2y40xx4 dx प्राप्त होता है यहां पर कोई घात नहीं है इस प्रकार हमें y40xx2dxप्राप्त होता है यह वे कुछ समायोजन है जिन्हें हम यहां पर कर सकते हैं y30xx exy dx2y20xx2 exy dx y20xexy dx y50xx3 dx 2y40xx4 dxy40xx2dxC है जहां हम y को एक अचर राशि अथवा कांस्टेंट समझ सकते हैं यदि हम इसे समायोजित करते हैं तब x eC x आपको पता है इसे किस प्रकार से समायोजित करना है ठीक वैसे ही जैसेx2 eC x को समायोजित किया था इस प्रकार समायोजन किया जा सकता है और उससे जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे सरल रूप में प्रदर्शित करके हम प्रश्न के लिए साधारण समाधान प्राप्त कर सकते हैं मैं वैसे यहां पर छोड़ रहा हूं हमारे पास एक साधारण प्रक्रिया उपलब्ध है जिसकी सहायता से हम समायोजन कारक μx y को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा करने के लिए हमें कई सारे व्यंजक हो को चेक करना पड़ेगा अलग अलग μx yy के लिए यदि mu एक निश्चित स्वरूप का है जैसे कि μx y जो कि एक फलन है μfऔर यह f अथवा fx y स्वरूप का है अथवा कुछ μgx y जैसा है जहां g ज्ञात है इस प्रकार हम देख सकते हैं प्राप्त व्यंजन जो M तथा N के स्वरूप का है उसे हम किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि यह फलन gx y के स्वरूप का जहां फलन gx y ज्ञात है और इस प्रकार mu gx y होता है हमें पता है कि हमें इसे किस प्रकार से समायोजित करना है और उसकी सहायता से हम समायोजन कारक प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार हमें यह प्रक्रिया मालूम चल जाती है कि हम किस प्रकार से साधारण समायोजन कारक प्राप्त कर सकते हैं हमने इस वीडियो में एक उदाहरण के द्वारा यह सिखा अभी तक हमने इस प्रक्रिया को सीखा है हम अगले कुछ वीडियो में कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे